पिछली क्लास में मैने फ्रेनेल ज़ोन प्लेट के सिद्धांत की चर्चा की थी आज अब मैं हमारे IIT खड़गपुर के भौतिकी विभाग के ऑपटिक्स लैब में ये प्रयोग कर के दिखाऊँगा ये ज़ोन प्लेट प्रयोग के लिये प्रायोगिक सेट अप है ये ज़ोन प्लेट है जैसा मैने आपको दिखाया था इसे मैने एक होल्डर में लगाया है इस तरह तो ये रहा ज़ोन प्लेट इस होल्डरर में अब जैसा हमने कहा था इस प्रयोग में एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस ज़ोन प्लेट पर आपतित होगी और इस ज़ोन प्लेट में एकांतर वृत्तों को अपारदर्शी बनाया गया है तो ये एक उत्तल लेंस की भाँति कार्य करेगा मगर बहुल फोकस अर्थात इसके एक से अधिक फोकस दूरियाँ होंगी तो यदि ये लेंस है तो इस तरह से आने वाली प्रकाश दूसरी तरफ अपनी फोकस दूरी पर फोकसीत होगी अर्थात आपतित प्रकाश विभिन्न बिंदुओं पर फोकस होंगी ठीक चूँकि इसके कई सारे फोकस दूरियाँ हैं इस प्रयोग में दो हिस्से हैं पहले तो मै चाहूंगी कि ज़ोन प्लेट पर आपतित प्रकाश समानांतर हो और इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी और फिर दूसरे हिस्से में इस स्रोत से आने वाली प्रकाश दूसरी ओर अपने फोकस दूरी पर फोकसित होगी में फोकस दूरी ज्ञात करना चाहता हूँ और जैसा कि हमने इसके सिद्धांत से जाना कि फोकस दूरीयों के कई मान होंगे वही हम अब प्राप्त करना चाहते हैं पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या ये बहुल फोकस है आप m के अलग अलग मानों के लिए फोकस दूरियाँ ज्ञात करना चाहते हैं ठीक ये एक लेसर स्रोत है सामान्यतः लेसर स्रोत से हमें एकवर्णी प्रकाश प्राप्त होता है और ये आपस में समानांतर भी होते हैं लेकिन हाँ कुछ अपसरित भी होता है लेकिन इस प्रयोग के लिए चूंकि हमें वस्तु कि दूरी को अनंत रखना है हमें आपतित किरणें पूर्णतः समानांतर चाहिए जो ज़ोन प्लेट पर पड़ेंगी यहाँ ये जो तीन होल्डेर्स दिख रहें है उनमें एक में लेसर दूसरे में ज़ोन प्लेट तो ये तीसरा किसलिए है असल में इसमे एक लेंस है यहाँ यहाँ आप देख रहे है ये 20mm ये इस उत्तल लेंस का फोकस दूरी है 20 mm अच्छा और यहाँ आप देखें ये है 50mm अवतल लेंस कि फोकस दूरी और ये एक और उत्तल लेंस है 100mm फोकस दूरी वाला यहाँ ये तीन लेंस तीन लेंसों का समुच्चय है जिन्हे एक तय दूरी पर रखी गयी है हमें समानांतर किरणें चाहिए इस लेंस समुच्चय से हमें समानांतर किरणें मिलती हैं जो फिर जोन प्लेट पर पड़ता है मुझे लगता है ये मै आपको कर के दिखाऊगा तो आसानी से समझ में आएगा यहाँ इस चित्र में देखें ये लेसर है ये ऐसे आपको दिख रहा है तो ये लेसर है ठीक फिर ये 20 mm या 2 cm का लेंस है ये 50mm या 5cm ये उत्तल था और ये अवतल लेंस और ये रहा 100mm लेंस ये L3 और ये है वो 10cm वाला उत्तल लेंस ये सभी इस लेसर स्रोत के सामने एक फिक्स दूरी पर रखे गए हैं यहाँ ये हमारे पास स्केल है तो लेसर स्रोत को हम स्केल के 0 पर रखते हैं ये 0 पर है ठीक ये होल्डर फिर ये L1 ये 156cm पर है फिर L2 212cmपर इनके बीच कि दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं ये हुआ 556 तो ये दूरी है 56 और ये रखा 297 पर यहाँ अन्तर हुआ 85 का इनके फोकस दूरी मैने बताया है इस समुच्चय इस लेंस के समूह से दूसरी ओर आपको समानांतर किरणें मिलेगी L3 के बाद यहाँ जहाँ जोन प्लेट है तो अब इस जोन प्लेट पर ये समानांतर किरणें ऐसे आपतित होंगी जैसे ये अनंत से आ रही हों अब ये हिस्से को देखें ठीक इस व्यवस्था से तो हमें समानांतर किरणें मिल गयी जो ज़ोन प्लेट पर पड़ेंगी अब हमें देखना है इस ज़ोन प्लेट पर क्या होगा प्रकाश इस ज़ोन प्लेट पर आपतित है तो अब यहाँ विवर्तन होगा और हमें दूसरी तरफ विवर्तन पैटर्न मिलेगा इस दिफ़्फ्रक्टिओन पैटर्न को देखने के लिए क्या मुझे एक पेपर मिलेगा हाँ तो ये एक सफ़ेद शीट है आप देखें दूसरी तरफ आपको मिलेगा ये कुछ स्पॉट जैसा ये देखिए ये बीच में कुछ स्पॉट सा दिख रहा है मगर जिस पैटर्न के बारे में हम सोच रहे हैं उसे देख पाना मुश्किल होगा इस स्पॉट मे केंद्र में काफी तीव्रता का प्रकाश मिल रहा है काफी तीव्रता का स्पॉट मिल रहा है अब देखिए ये काफी ज्यादा तीव्र है यहाँ यदि मैं और आगे जाऊँ और दूर ये फिर से काफी तीव्र है और आगे जाने पर ये फिर काफी तीव्र प्रकाश आपको मिल रहा है लगभग पूरा प्रकाश केंद्र में ही फोकसीत दिख रहा है मगर जैसा मैने कहा था इस स्क्रीन पर हमें विवर्तन पैटर्न मिलना चाहिए और उस विवर्तन पैटर्न में दीप्त अदीप्त एकांतर वृत्त इस तरह मिलने चाहिए हां लेकिन यहाँ हमारा मकसद इस ज़ोन प्लेट की फोकस दूरी मापना भी है और ये फोकस बिन्दु अलग अलग दूरी पर होंगे तो हम ज्ञात करना चाहते हैं कि इस ज़ोन प्लेट की फोकस दूरी कितनी है बहुत से फोकस दूरियाँ होंगी तो इनकी संख्या कितनी है ये भी ज्ञात करेंगे देखिए एक यहाँ है दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ और चौथा ये तो ये सब हम निकालना चाहते हैं अर्थात मुझे ये सारी जानकारी मापनी है ये v का मान हम जानते हैं 1a 1b या कहें 1u 1v अब स्रोत अनंत पर है तो अब मुझे सिर्फ ये v मापना है ठीक है इसके लिए मुझे उस स्थिति को नोट करना होगा जिस पर ये किरणें किसी बिन्दु पर पूर्णतः फोकसीत दिख रही है तब ये उसका फोकस बिन्दु होगा और ये दूरी फोकस दूरी ये यही कही होगा और ये बहुल फोकस दूरी वाला है बहुत सी स्थितियाँ हम सिर्फ एक स्थिति किसी भी के लिए विचार करेंगे अब हम क्या करेंगे मै एक और इस लेंस की मदद लूँगा एक और उत्तल लेंस इसकी फोकस दूरी है 50mm 50mm फोकल लेंथ देखिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ ये रहा आप देख सकते हैं अब तक मैने बताया की ये समानांतर किरणें यहाँ इस ज़ोन प्लेट पर आपतित होंगी इस जोन प्लेट विवर्तन के बाद चूंकि ये बहूल फोकस है और कई सारी फोकस दूरियाँ होंगी अतः प्रकाश भिन्न भिन्न बिंदुओं पर फोकसीत हो जाएँगी ये एक फोकस बिन्दु होगा ये दूसरा ये एक और शायद ये प्रथम ये द्वितीयये तृतीय चतुर्थ इत्यादि हम नहीं जानते ये हमें ज्ञात करना होगा तब हम कह सकेंगे की ये ज़ोन प्लेट के mवे ज़ोन के कारण ये bm दूरी होगी जो और कुछ नहीं अपितु ज़ोन प्लेट के लिए fm होगा अब हम एक और उत्तल लेंस की मदद ले रहे हैं जिसका फोकस दूरी 5cm है अब क्या करेंगे हम इन बिंदुओं को खोजेंगे ये हमरे लेंस के लिए स्रोत या ऑब्जेक्ट का काम करेंगे इस बिन्दु से प्रकाश लेंस पर पड़ेगा और समानांतर हो जाएगा और ये स्क्रीन पर पड़ेगा ये स्क्रीन यहाँ रहा यहाँ क्या होगा ये लेंस हमारी मदद करेगा जो यहाँ नहीं है उसका स्क्रीन पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा ये जो विवर्तन पेटर्न है उसे ही स्क्रीन पर बड़ा कर के बना देगा तो इस चौथे लेंस की सहायता से आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा ठीक है जो भी इस क्षेत्र में होगा उसका स्क्रीन पर प्रतिबिंब मिल जाएगा इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं इस लेंस के लिए ये वस्तु की तरह होगा हम इस लेंस के लिए u कह सकते हैं ठीक है और ये स्क्रीन जिस पर हम प्रतिबिंब देख रहे हैं वह काफी दूर पर है और वह v है तो u या 1u1f 1v ये v स्क्रीन और लेंस के बीच की दूरी है जिसे हम प्रायोगिक तौर पर माप सकते हैं और उसके संगत u भी ज्ञात कर सकते हैं अब ये u है और ये u कुछ नहीं बल्कि bm है नहीं हम ये u निकालते हैं जब हमें u का मान ज्ञात हो जाता है और ज़ोन प्लेट की स्थिति भी ज्ञात है इस तरफ को वैसा ही रखा है तो यदि मुझे ये स्थिति ज्ञात है तो इस लेंस L4 और जोन प्लेट के बीच की दूरी में u का मान घटाने से या um के मानों के संगत u को घटाने से हमें bm या fm मिल जाएगा तो आपको bm या fm प्राप्त हो जाएगा इस लेंस L4 को हमें विस्थापित करना होगा और तीव्रता वाली बिंदुओं को ज्ञात करना होगा जिससे स्क्रीन के पैटर्न के केंद्र में अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो और फिर उस स्थिति के लिए हमे L4 की स्थिति नोट कर लेनी है L4 ज़ोन प्लेट और स्क्रीन की स्थिति ज्ञात है तो हम इस संबंध का प्रयोग कर f ज्ञात कर लेंगे L4 की फोकस दूरी ज्ञात है इस प्रेक्षण से v भी ज्ञात है तो हम u की गणना कर लेंगे और फिर इस u के मान की सहायता से हमें f प्राप्त हो जाएगा इन प्रेक्षणों के रेकॉर्ड से m और f के बीच आरेख प्राप्त का लेंगे प्रेक्षण लेने के पश्चात जैसा मैने बताया हम 1m और f के बीच आरेख खींच लेंगे इस वक्र से हमे जो ढाल प्राप्त होगा उससे आप फ्रेनेल के अर्धकालिक ज़ोन की त्रिज्या ज्ञात कर सकेंगे समानांतर किरणें यहाँ से आ रही हैं अब हम इन सभी का पाठ्यांक नोट कर लेंगे जैसा की मैने पहले ही यहाँ कर रखा है ये पाठ्यांक देखिए और ये सारे पाठ्यांक नियत रहेंगे हैं और हम उन्हे परिवर्तित नहीं करेंगे तभी हमें यहाँ समानांतर किरणें मिलती रहेंगी असल में आप ये देख सकते हैं जो भी फोकस दूरी है ये रहा या मुझे लगता है ये भी चूंकि ये बहुल फोकस ही बहुत से फोकस बिन्दु मिलेंगे यहाँ ये बिन्दु ही लेंस के लिए वस्तु का काम करेंगी और ये काफी जगहों पर हमें प्राप्त होंगे अब यदि इसे मैं इस तरह आगे सरकाता हूँ तो ये रहा जो आप देखना चाहते थे जैसा मैने कहा था हमें वो पोईंट्स मिलेंगे जहाँ केंद्र पर अधिकतम तीव्रता हो अच्छा मैं इस सिरे से शुरू करता हूँ मैं इसे आगे बढ़ता हूँ आप देखिए केंद्र की तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए हाँ मुझे लगभग मिल गया हाँ आप देख सकते हैं हाँ तो अब इस स्थिति में लेंस L4 का पाठ्यांक ले लेंगे फिर आप fm की गणना कर सकेंगे तो यहाँ शायद ये m 1 के लिए था अब मैं और आगे बढ़ाता हूँ और आगे मुझे अगली स्थिति निकालनी है हाँ जी ये रहा ये रहा आप देख सकते हैं ये दूसरे क्रम का m 2 के लिए ठीक है अब और आगे जाने पर ये फोकस के काफी करीब है धीरे धीरे आगे बढ़े अब देखिए ये m3 के लिए लेंस L4 का पाठ्यांक लें इसी तरह आप कुछ और स्थितियों पर पाठ्यांक ले लेंगे आप को सावधानी से इस स्थिति के लिए प्रेक्षण लेने होंगे अब m4 के लिए भी पाठ्यांक ले लें इस तरह आपको सिर्फ लेंस L4 के पाठ्यांक लेने हैं और फिर आप विभिन्न क्रमों के लिए fm के मान ज्ञात कर सकते हैं अब आप 1m और fm के बीच आरेख खींच कर स्लोप की गणना करेंगे तब हम विभिन्न ज़ोनों की त्रिज्या ज्ञात कर सकेंगे और उनके सैद्धांतिक मानों sm√m से तुलना कर सकते हैं तो यह था प्रयोग मुझे लगता है ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है और फ्रेनेल विवर्तन का काफी अच्छा उदाहरण और प्रदर्शन भी अब यहाँ मैं इसे समाप्त करुंगा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद